इस क्लास में हम सॉल्वर का उपयोग करके परिवहन समस्या का समाधान जारी रखते हैं तो हम परिवहन समस्या का एक और उदाहरण देखते हैं एक बार फिर से 3 सप्लाई प्वाइंट और 3 डिमांड पॉइंट हैं 3 सप्लाई 40 40 80 80 50 जुड़कर 130 हो जाती हैं जबकि 3 डिमांड जुड़कर 100 हो जाती हैं तो यह एक संतुलित परिवहन समस्या नहीं है यह टोटल डिमांड से अधिक सप्लाई के साथ असंतुलित है हम समस्या में एक और पहलू भी लाते हैं और कहते हैं कि डिमांड संख्या 2 के लिए जिसे अभी न्यूनतम 30 की आवश्यकता है वह अतिरिक्त 20 लेने को तैयार है यदि दिया जाता है और डिमांड संख्या 3 जितना संभव हो उतना अतिरिक्त लेना चाहते हैं तो अब डिमांड 1 वाला व्यक्ति ठीक 30 लेने वाला है डिमांड 2 मान लें जानता है कि टोटल सप्लाई 30 इकाइयों से टोटल डिमांड से अधिक है और कहता है कि 20 अतिरिक्त तक ले सकता हूं तो इस व्यक्ति को 30 और 50 के बीच कोई भी मात्रा दी जा सकती है न्यूनतम 30 दी जानी चाहिए तो इस व्यक्ति को 30 और 50 के बीच कुछ भी दिया जा सकता है और इस व्यक्ति को 40 और 70 के बीच कुछ भी दिया जा सकता है क्योंकि इस व्यक्ति ने कहा है कि वह जितना संभव हो अतिरिक्त लेना चाहेगा तो अब क्या होता है अधिकतम डिमांड 305070 हो जाती है जो वास्तव में 130 से अधिक हो जाती है और तब हमें पता चलता है कि अतिरिक्त 20 और 30 जो वे चाह रहे हैं उनमें से एक या दोनों उनके लिए अधिकतम संभव से कम हो सकता है यह भी दिलचस्प है कि हम इन सभी 130 वस्तुओं का उपयोग करना चाहते हैं क्योंकि वे अतिरिक्त लेने के लिए तैयार हैं तो यह फॉर्मूलेशन मे सभी 130 का उपयोग किया जाना है क्योंकि हम हमें जितना संभव हो अतिरिक्त देना चाहते हैं तो सप्लाई समीकरण बन जाती है यहां डिमांड एक समीकरण होगी क्योंकि न्यूनतम डिमांड को पूरा करना होगा यहां दो असमानताएं होंगी यह 30 और 50 के बीच है यहाँ फिर से यह 40 और 70 के बीच दो असमानता है तो आइए हम इस समस्या के स्प्रेडशीट फॉर्मूलेशन को देखें तो आइए इस समस्या को देखें तो तीन उपलब्धता है तो एक बार फिर 9 वेरिएबल X11 X13 से X33 तक हैं तो नौ वेरिएबल हैं जो यहां लिखे गए हैं मैंने कुछ मनमानी वैल्यू 0 0 40 और इसी तरह अन्य दी हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोएफिशिएंट मतलब उद्देश्य फ़ंक्शन गुणांक यहां लिखे गए हैं ऑब्जेक्टिव फ़ंक्शन वैल्यू यहां लिखी गई है तो यह आपका Cij Xij है तो यह B5xF3 बन जाएगा तो B5 x F3C5xG3D5xH3 बन जाएगा तो ऑब्जेक्टिव फ़ंक्शन इसका गुणन है तो 0x8 0x9 40x7 और इसी तरह अन्य तो यह यहां लिखा गया है अब 3 सप्लाई कंस्ट्रेंट सभी समीकरण हैं क्योंकि हम जितना संभव हो उतना देना चाहते हैं तो 40 40 और 50 जो भी बाहर जाता है वह जो यहां उपलब्ध है उसके बराबर है तो इन सभी सप्लाई मात्राओं को पूरा किया जाता है पहला डिमांड कंस्ट्रेंट एक समीकरण है जिसे हमने ठीक 30 कहा है पहला व्यक्ति प्राप्त करेगा दूसरे व्यक्ति को न्यूनतम 30 मिलेगा जो यहाँ दिखाया गया है और अधिकतम 50 मिलेगा जो कि यहाँ से कम या बराबर कंस्ट्रेंट के रूप में दिखाया गया है क्योंकि आपको अधिकतम 50 न्यूनतम 30 मिलेगा जो से अधिक या बराबर कंस्ट्रेंट के रूप में दिखाया गया है तीसरे व्यक्ति को न्यूनतम 40 मिलेगा जो से अधिक या बराबर कंस्ट्रेंट के रूप में दिखाया गया है और अधिकतम 70 जो कि से कम या बराबर कंस्ट्रेंट के रूप में दिखाया गया है तो 3 सप्लाई कंस्ट्रेंट हैं 5 डिमांड कंस्ट्रेंट हैं पहली डिमांड से दूसरी और तीसरी डिमांड के लिए प्रत्येक के लिए तो यहां 8 कंस्ट्रेंट हैं तो 9 वेरिएबल और 8 कंस्ट्रेंट के रूप में समस्या है तो आइए देखें कि समाधान क्या है तो हम सॉल्वर पर जाते हैं और मैंने पहले से ही उन सभी को यहां परिभाषित किया है तो ऑब्जेक्टिव फ़ंक्शन को B9 के रूप में दिया गया है डिसीजन वेरिएबल मतलब निर्णय चर B5 C5 D5 से B7 C7 D7 तक जाते हैं जो यहां दिखाया गया है आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 9 कंस्ट्रेंट को वहाँ होना है तो मैं इसे जांचता हूं तो 3 समीकरण B11 D11 B12 D12 और B13 D13 हैं पहली डिमांड एक समीकरण है तो यह भी यहां 14 है तो दूसरी से अधिक या बराबर असमानता है B15 ≥ D15 जो यहां है B16 ≥ D16 जो यहां है तो सभी 8 कंस्ट्रेंट यहां हैं तो 8 कंस्ट्रेंट 4 5 6 7 8 हैं और आप देख सकते हैं कि 8 कंस्ट्रेंट यहां हैं तो मैं सीधे समस्या को हल कर सकता हूं तो मैं इसे हल करता हूं मुझे समाधान मिलता है तो मुझे वही समाधान मिलता है जो यहां है बस यह दिखाने के लिए कि सॉल्वर एक अलग समाधान दे रहा है तो मैं एक और 10 यहाँ जोड़ता हूं तो हम अब देखते हैं कि यह यहाँ है और आपको यह भी पता चलता है कि यह वास्तव में अव्यवहार्य है क्योंकि आप 50 को इससे अधिक प्राप्त कर रहे हैं यह ठीक है 50 ≤ 50 यहाँ आप पाते हैं कि 50 40 और 50 तो पहले का उल्लंघन किया गया है तो वर्तमान में समाधान अव्यवहार्य है लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि क्या होता है और हम इसे हल करते हैं तो मैं इसे हल कर रहा हूं और अंत में 690 के साथ एक समाधान प्राप्त करते हैं और इसे हल करें इसे हल करें फिर से सॉल्वर समाधान रखें तो मुझे 690 मिलता है अब मुझे पता चलता है कि सब 40 40 और 50 को ले जाया गया है पहले व्यक्ति को ठीक 30 मिलता है याद रखें कि दूसरे व्यक्ति को 30 और 50 के बीच कुछ भी मिलना चाहिए तो व्यक्ति को वास्तव में यहां 50 मिल रहा है यहाँ आप 10 40 50 देखते हैं तो 50 ≥ 30 50 ≤ 50 तीसरे व्यक्ति को 40 और 70 के बीच कुछ भी मिलना चाहिए तीसरे व्यक्ति को 50 40 10 मिल रहा है तो जो अतिरिक्त 30 उपलब्ध था यदि हम न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करते हैं तो अब व्यक्ति संख्या 2 को 20 और व्यक्ति संख्या 3 को 10 दी गई है तो इस तरह हम सॉल्वर का उपयोग करते हुए परिवहन सरल परिवहन को रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या के रूप में हल कर सकते हैं अब हम एक और पहलू पर चलते हैं जो असाइनमेंट की समस्या को हल करने का प्रयास करता है तो हम यहां असाइनमेंट समस्या पर वापस जाते हैं तो हमने असाइनमेंट की समस्या को हल किया हमने असाइनमेंट की समस्या पर अपनी चर्चा शुरू की जिसका सरल उदाहरण मैं यहां ले रहा हूं मैं 44 असाइनमेंट समस्या ले रहा हूं यदि आप मानते हैं कि ये काम हैं और ये लोग हैं तो प्रत्येक काम केवल एक व्यक्ति के पास जाता है प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक काम मिलता है असाइनमेंट की न्यूनतम लागत क्या है तो Cij Xij को मिनिमाइज करें निम्न के अधीन jXij1∀i iXij1∀j तो 44 असाइनमेंट समस्या के 16 वेरिएबल होंगे ऑब्जेक्टिव फ़ंक्शन में 16 टर्म 4 कंस्ट्रेंट 4 सप्लाई कंस्ट्रेंट और 4 डिमांड कंस्ट्रेंट होंगे या यदि 4 काम और 4 लोग है 4 कंस्ट्रेंट प्रत्येक काम के लिए और प्रत्येक व्यक्ति के लिए तो प्रत्येक काम एक व्यक्ति के पास जाता है प्रत्येक व्यक्ति को एक काम मिलता है तो यह फॉर्मूलेशन है अब हम इस फॉर्मूलेशन को सॉल्वर का उपयोग करके दिखाएंगे और ऐसा करेंगे तो यह समाधान है तो यह एक 44 असाइनमेंट समस्या है तो 16 वेरिएबल X11 X12 X14 X41 X12 से X44 तक हैं उद्देश्य फ़ंक्शन गुणांक ऑब्जेक्टिव फंक्शन कॉएफिशिएंट 8 6 4 8 6 5 5 5 8 और इस प्रकार दिखाए गए हैं अब एक मनमाने समाधान के लिए वैल्यू यहाँ दिखाई गई है तो 1 1 1 1 इत्यादि तो मैं एक अलग समाधान बना रहा हूं तो मैं एक समाधान बना रहा हूं तो यह एक व्यवहार्य समाधान है प्रत्येक काम एक व्यक्ति को जाता है प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक काम मिलता है तो आप देखते हैं कि इनमें से प्रत्येक के लिए पंक्ति योग 1 के बराबर है कॉलम योग भी 1 के बराबर है तो प्रत्येक काम एक व्यक्ति को जाता है प्रत्येक व्यक्ति को एक काम मिलता है इस समाधान से जुड़ी लागत 33 है अब हम सबसे अच्छे असाइनमेंट का पता लगाना चाहते हैं इस प्रकार हम इस Xij को परिभाषित करते हैं जैसा कि मैंने कहा कि हमारे पास आठ कंस्ट्रेंट हैं काम के लिए चार और प्रत्येक लोगों के लिए चार तो चलो समीकरण को समाप्त करते हैं क्योंकि प्रत्येक काम केवल एक व्यक्ति को जाता है तो RHS वैल्यू सभी 1 हैं तो यह देखें यह B6C6D6E6 है जो यहाँ है यह प्लस यह प्लस यह प्लस यह 1 होना चाहिए जिसका अर्थ है कि यदि बाईं ओर की पंक्तियाँ काम हैं और कॉलम व्यक्ति हैं अब पहले व्यक्ति को केवल एक ही काम मिलता है दूसरे व्यक्ति को केवल एक ही काम मिलता है जो यहां दिखाया गया है तीसरे व्यक्ति को एक काम मिलता है चौथे व्यक्ति को एक काम मिलता है जो कि चौथा कंस्ट्रेंट है प्रत्येक काम एक व्यक्ति को मिलता है तो इस कंस्ट्रेंट को देखें यह B6 B7 B8 B9 होगा तो प्रत्येक काम केवल एक व्यक्ति के पास जाएगा तो इसके जैसे यह आठ कंस्ट्रेंट लिखे गए हैं वे RHS1 के साथ सभी समीकरण हैं अब वापस जाते हैं और इसे हल करने का प्रयास करते हैं तो हम सॉल्वर पर जाते हैं मैंने पहले ही इसे सॉल्वर में तैयार कर लिया है आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन B10 है तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन B10 है जो यहां दिखाया गया है वेरिएबल B6 से E9 तक हैं तो B6 C6 B6 E6 और यह E9 हैं तो 16 वेरिएबल यहां दिखाए गए हैं व्यवहार्य समाधान की वैल्यू अब 33 है अब असाइनमेंट समस्या को एक रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या के रूप में भी हल किया जा सकता है भले ही Xij बायनेरिज़ हैं जो हम पहले ही देख चुके हैं जब हमने असाइनमेंट समस्या का अध्ययन किया था हम वास्तव में इसे हल कर सकते हैं यदि आप इसे रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या के रूप में हल कर रहे हैं तो हम कंटीन्यूअस वेरिएबल निरंतर चर के साथ इसे हल कर सकते हैं यह अभी भी असीमता विशेषता के कारण बाइनरी वैल्यू के माध्यम से होगा तो हमें Xij मे बायनेरिज़ है इसको स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है जब हम असाइनमेंट समस्या को हल करते हैं तो इसे LP के रूप में हल किया जा सकता है तो यह केवल आठ कंस्ट्रेंट का होना पर्याप्त है जो यहां दिखाए गए हैं आठ कंस्ट्रेंट यहां हैं आप 4 5 6 7 8 कंस्ट्रेंट को यहां देख सकते हैं अब हम इस समस्या को हल करने के लिए तैयार हैं तो मैं इसे हल करने जाता हूं और जब मैं इसे हल करता हूं तो आपको पता चलता है कि मेरे पास 27 के साथ एक समाधान है तो न्यूनतम लागत 27 के साथ X13 1 है X24 1 है X31 1 है X42 1 है तो असाइनमेंट पर वापस जाते हैं और जो हमने सुना है उसे जांचते हैं तो जब हमने वास्तव में सभी कॉलम घटाव और यह सब किया तो यहां से हमने पंक्ति घटाव और कॉलम घटाव किया और फिर हमने उन्हें हल किया हमें 27 के साथ एक समाधान मिला तो हम इसे रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या के रूप में हल करके वही समाधान प्राप्त करने में सक्षम हैं जो हमें 27 का समाधान देता है तो छोटे आकार के असाइनमेंट की समस्याएं हम इस सॉल्वर का उपयोग करके हल कर सकते हैं अगर हमारे पास यह उपलब्ध हो अन्यथा हम हमेशा इसे हाथ से हल कर सकते हैं इसके पीछे के सिद्धांत को समझकर और हंगेरियन एल्गोरिथ्म का उपयोग करके हाथ से इसे हल कर सकते हैं तो परिवहन और असाइनमेंट दोनों को हमने वास्तव में रैखिक प्रोग्रामिंग समस्याओं के रूप में हल किया है जब हमने सॉल्वर का उपयोग किया अब असाइनमेंट समस्या के एक और पहलू पर नजर डालते हैं हम इसे देखते हैं यह असाइनमेंट समस्या का एक उदाहरण है जहां मैंने एक समस्या बनाई है जिसमें 4 काम हैं और 3 लोग हैं तो यह एक संतुलित असाइनमेंट समस्या नहीं है आप देखते हैं कि 4 पंक्तियाँ और 3 कॉलम हैं 4 काम और 3 लोग हैं तो यदि हम एक शर्त रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को ठीक 1 काम मिले तो केवल 3 काम ही दिए जा सकते हैं क्योंकि केवल 3 लोग ही हैं तो 4 में से 1 को सौंपा नहीं जाएगा तो जब हमने इस समस्या को हाथ से किया तो हमने एक डमी काल्पनिक व्यक्ति को लाए और फिर हमने डमी का उपयोग करके 44 असाइनमेंट समस्या को हल किया अब जब हम एक रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या के रूप में हल करते हैं तो हमें एक व्यक्ति को लाने की आवश्यकता नहीं है हमें एक डमी की आवश्यकता नहीं है हम अब कहेंगे कि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को एक काम मिलेगा तो तीन कंस्ट्रेंट होंगे जो आप यहाँ 1 के बराबर देख सकते हैं यह भी 1 के बराबर होगा X12X22X32X42 1 X13X23X33X43 1 होंगे तो प्रत्येक व्यक्ति को ठीक 1 काम मिलेगा अब प्रत्येक काम जाएगा केवल 3 लोग हैं तो एक काम आवंटित नहीं होने वाला है तो हम कहेंगे कि प्रत्येक काम अधिकतम एक व्यक्ति के पास जाएगा क्योंकि एक काम किसी को नहीं मिलेगा तो X11X12X13 ≤ 1 X212223 ≤ 1 और इसी तरह अन्य तो 4 कामो के लिए ये चार कंस्ट्रेंट ≤ से कम या के बराबर होंगे जबकि यह 3 समीकरण होंगे तो इस तरह हमें डमी को जोड़ना पड़ता और हम इसे हल कर सकते हैं इससे पहले जब हमारे पास संतुलन की समस्या थी तो हमारे पास सभी कंस्ट्रेंट समीकरण के रूप में थे जबकि यहां हम देखते है कि उनमें से 4 असमानताएं हैं और उनमें से 3 समीकरण हैं तो चलिए वापस जाते हैं और देखते हैं कि हम इसे कैसे हल करते हैं तो एक बार फिर मैंने इसे पहले ही सेट कर दिया है तो हमें पता चलता है कि ये 12 वेरिएबल हैं X11 से X43 हैं ये ऑब्जेक्टिव फ़ंक्शन कोएफिशिएंट गुणांक हैं ये इन वेरिएबल की वैल्यू हैं तो एक अलग समाधान दिखाने के लिए मैं सिर्फ 1 को यहां देख रहा हूं मेरे पास यहां 0 है मेरे पास 0 यहां होगा और मैं यहां 1 लगाता हूं तो मेरे पास 19 के साथ एक समाधान है अब क्या होता है इस समाधान में 4 काम और 3 लोग हैं यह काम पहले व्यक्ति को दिया जाता है यह काम दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है यह काम किसी को नहीं दिया जाता यह काम तीसरे व्यक्ति को दिया जाता है तो 4 में से 3 काम को दिया गया है इन लोगों में से प्रत्येक की लागत 90 है एक बार फिर से कंस्ट्रेंट हैं सात कंस्ट्रेंट हैं अब लोग कंस्ट्रेंट प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक मिलेगा यह समीकरण हैं काम कंस्ट्रेंट असमानताएं हैं जो अधिकतम एक तक जाती हैं तो मैं इसे फिर से इसे सॉल्वर पर सेट करता हूं जो मैंने पहले ही कर दिया है तो ऑब्जेक्टिव फ़ंक्शन कुल लागत को कम करना है जो B10 द्वारा दिया गया है तो B10 यहां है तो ऑब्जेक्टिव फ़ंक्शन 8x16x04x0 होगा वेरिएबल की वैल्यू B6 से D9 तक परिवर्तनशील होती है तो जो यहाँ B6 से D9 दी गई हैं सात कंस्ट्रेंट हैं लोगों या समीकरणों के अनुरूप तीन कंस्ट्रेंट जो यहाँ दिखाए गए हैं उन्हें यहां समीकरणों के रूप में भी दिखाया गया है आप देखेंगे कि 18 एक समीकरण है 16 एक समीकरण है 17 एक समीकरण है तो 16 17 और 18 समीकरण हैं अन्य चार असमानताएं हैं जिन्हें यहां दिखाया गया है तो अब हम इसे हल करने के लिए तैयार हैं तो समस्या को हल करते है एक बार फिर मैं बाइनरी वेरिएबल का स्पष्ट रूप से उपयोग नहीं कर रहा हूं मैं इसे एक रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या के रूप में हल कर रहा हूं तो जब तक समस्या असाइनमेंट संरचना के भीतर है मैं इसे कंटीन्यूअस वेरिएबल को परिभाषित करके हल कर सकता हूं और इसे बिना बाइनरी को परिभाषित किए हल कर सकता हूं आइए देखें कि जब हम इसका समाधान करते हैं तो देखते है कि हम यहां 60 के बराबर न्यूनतम लागत के साथ बायनरी समाधान प्राप्त कर रहे हैं तो अब आप देखते हैं कि 4 काम में से पहला काम तीसरे व्यक्ति के पास जा रहा है दूसरा काम व्यक्ति नंबर 1 को जा रहा है तीसरा काम किसी के पास नहीं जा रहा चौथा काम 16 की न्यूनतम लागत के साथ व्यक्ति नंबर 2 को जा रहा है तो इस प्रकार हम इन स्प्रैडशीट और सॉल्वर का उपयोग करके एक साधारण असाइनमेंट समस्या को हल कर सकते हैं आप वापस जा सकते हैं और उत्तर की जांच भी कर सकते हैं उत्तर 1 3 2 1 4 2 4 प्लस 6 है इसका उत्तर वास्तव में 16 है तो 6 4 10 6 16 है यह 3 2 है इसमें पंक्तियों को बदल दिया गया तो इस समस्या के लिए उत्तर वास्तव में 16 है तो इस प्रकार हम सरल समस्याओं रैखिक प्रोग्रामिंग परिवहन और असाइनमेंट को जानने और हल करने के लिए इस सॉल्वर का उपयोग करते हैं जिसे कि सॉल्वर का उपयोग करके हल किया जा सकता है तो इसके साथ हम इस पाठ्यक्रम के अंत में आते हैं प्रत्येक सप्ताह में 5 पाठों के साथ एक 8 सप्ताह का पाठ्यक्रम इस 8 सप्ताह में हमने जो कुछ भी देखा है उसके एक त्वरित सारांश में देखते हैं पहले हफ्ते में हमने कुछ समस्या फॉर्मूलेशन या निर्माण पर ध्यान दिया हमने लगभग 8 अलग अलग फॉर्मूलेशन को किया जो मोटे तौर पर कंटीन्यूअस वेरिएबल और रैखिक प्रोग्रामिंग पर आधारित थे हमने एक फॉर्मूलेशन किया जो एक बाइनरी आईपी था जो बिन पैकिंग की समस्या थी दूसरे सप्ताह में हमने रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या को हल करने के लिए सरल उपकरण पेश किए हमने छोटे आकार की समस्याओं के लिए ग्राफिकल और बीजगणितीय विधि दो वेरिएबल या दो चर बीजगणित के लिए ग्राफिकलचित्रमय का भी अध्ययन किया तीसरे सप्ताह में हमने सिंप्लेक्स एल्गोरिथ्म को परिचित किया जो रैखिक प्रोग्रामिंग समस्याओं को हल करने के लिए सबसे लोकप्रिय एल्गोरिथ्म है तो हमने मैक्सीमाइजेशन अधिकतमकरण समस्याओं और मिनिमाइजेशन न्यूनतम समस्याओं को हल किया समझाया कि एल्गोरिथ्म अधिकतमकरण और न्यूनतमीकरण दोनों के लिए कैसे काम करता है चौथा और पाँचवाँ सप्ताह हमने डुअलदोहरे पर व्यतीत किया तो चौथे सप्ताह में हमने डुअलदोहरे को परिभाषित किया हमने यह भी सीखा कि डुअलदोहरे को कैसे लिखा जाता है और हमने कुछ सरल प्रमेयों को देखा जो कि प्राइमलमौलिक और डुअलदोहरे से संबंधित थी पांचवें सप्ताह में हमने डुअलदोहरे के बारे में कुछ और चीजों पर ध्यान दिया डुअल की आर्थिक व्याख्या डुअल का अर्थ कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस थ्योरम पूरक सुस्तता प्रमेय प्राइमल से डुअल का समाधान किस प्रकार किया जाता है इस पर आगे बढ़े कि सिंप्लेक्स वास्तव में प्राइमल और डुअल दोनों को हल करता है और रैखिक प्रोग्रामिंग समस्याओं को हल करने की मैट्रिक्स पद्धति को भी देखता है छठे सप्ताह हमने परिवहन समस्या को हल किया हमने समस्या को परिभाषित किया और हमने इसे तेजी से और बेहतर तरीके से हल करने के तरीकों को परिभाषित किया भले ही इसे रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या के रूप में हल किया जा सकता है हमने प्रारंभिक समाधान प्राप्त करने के लिए तीन तरीके देखे और अंत में इष्टतम समाधान प्राप्त करने के लिए दो विधियां और अंत में कहा कि u v विधि के साथ वोगेल के सन्निकटन या जुर्माना लागत Vogels approximation or penalty cost का एक संयोजन इष्टतम समाधान प्राप्त करने का एक बहुत अच्छा तरीका है सप्ताह सात हमने असाइनमेंट की समस्या को देखा हमने फिर से समस्या को परिभाषित किया और हमने असाइनमेंट की समस्या को हल करने के लिए हंगेरियन एल्गोरिथ्म को देखा और पिछले हफ्ते हमने देखा कि एक्सेल स्प्रेडशीट सॉल्वर का उपयोग करके इन समस्याओं को कैसे हल किया जाता है और हमने रैखिक प्रोग्रामिंग का उदाहरण दिया हमने परिवहन और असाइनमेंट के लिए उदाहरण दिए और हमने सॉल्वर का उपयोग करके सरल समस्याओं को हल किया तो इसके साथ हम इस संचालन अनुसंधान पर आठ सप्ताह के ऑनलाइन पाठ्यक्रम के अंत में आते हैं संदर्भ समय 2208 लेकिन रैखिक प्रोग्रामिंग और सरल प्रोग्रामिंग और सरल विषयों से जुड़े ऑपरेशंस रिसर्च के आधार या परिचय पर प्राथमिक जोर दिया गया है हम आशा करते हैं कि इस पाठ्यक्रम के लिए पंजीकृत सभी छात्रों को उन सामग्रियों से लाभ होगा जो पिछले 8 सप्ताह में प्रस्तुत की गई हैं और मैं आपको इस पाठ्यक्रम के अंत में शुभकामनाएं देता हूं